प्रायोगिक भौतिकी II के द्वितीय व्याख्यान में आपका स्वागत है पहले व्याख्यान में मैंने मुख्य रूप से इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा की है साथ ही मैंने आपको इस प्रायोगिक भौतिकी II के लिए व्यापक पाठ्यक्रम दिखाया था आज हम प्रायोगिक भौतिकी I पर नज़र डालते हैं हमने वहां क्या सीखा है मैं प्रायोगिक भौतिकी I को संक्षेप में बताता हूं प्रायोगिक भौतिकी I में हमने मैकेनिकस पदार्थ के सामान्य गुणों पदार्थ के थर्मल गुणों ध्वनि और बिजली और चुंबकत्व पर चर्चा की और उनके प्रयोगो को प्रदर्शित किया है ऐसे बहुत से प्रयोग थे जो प्रयोगशाला में प्रदर्शित किए जा चुके हैं मैकेनिकस में ओसीलेशन एक महत्वपूर्ण विषय है और हमने स्प्रिंग मास सिस्टम और पेंडुलम पर कुछ प्रयोग किए हैं क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम और पेंडुलम मैकेनिकस में उत्कृष्ट उदाहरण हैं यह स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक द्रव्यमान लटका हुआ है यह खड़ा हो सकता है या यह क्षैतिज हो सकता है तो यह एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और यह एक साधारण पेंडुलम है जहां एक द्रव्यमान को एक धागे से लटका दिया जाता है यह ओसीलेट करेगा यह मूल रूप से साधारण पेंडुलम है यदि हम किसी भी आकार की वस्तु लेते हैं और यदि आप इस बिंदु पर इस वस्तु को विस्थापित करते हैं फिर छोड़ दे यह वस्तु ओसीलेट कर सकती है इस प्रकार की वस्तु को कंपाउंड पेंडुलम कहा जाता है इस प्रकार की वस्तु जब ओसीलेट करती है तो इसे कंपाउंड पेंडुलम कहा जाएगा ये दो पेंडुलम हैं जब वे एक स्प्रिंग के साथ संयोजित होते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक कपल्ड पेंडुलम है तो इसका ओसीलेशन सिंगल पेंडुलम से थोड़ा अलग है और यह पोहल पेंडुलम Pohl's pendulum है पोहल के पेंडुलम के बारे में हमने जाना है कि एक धातु डिस्क एक चुंबकीय क्षेत्र में ओसीलेट कर रही है यह फ्री ओसीलेशन डैंपड ओसीलेशन और फोर्सड ओसीलेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है तो यह पोहल के पेंडुलम Pohl's pendulum की सुंदरता है इन सभी की हमने प्रायोगिक भौतिकी I में चर्चा की है हमने इन सब के बारे में जो सीखा हैचलो इसका संक्षेप में वर्णन करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे मापें हमारे पास एक स्प्रिंग है अब इस स्प्रिंग को एक बल F लगाने के बाद खींचा गया है और इसे x से बढ़ा दिया गया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है एक स्प्रिंग को एक इकाई बढ़ाने या संपीड़ित या सिकुड़ने के लिए जो बल आवश्यक है उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट F भाग x है जब F x के आनुपातिक होता है F x का आनुपातिक है इसलिए F Kx है तो यह K स्थिर है इसे मूल रूप से स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है और यह नकारात्मक संकेत इस रिस्टोरिंग बल के लिए है क्योंकि आप बल लगा रहे हैं और रिस्टोरिंग बल विस्थापन के विपरीत है यह एफ है जो आपने लगाया है मूल रूप से यह प्रयुक्त बल के विपरीत दिशा में लगाए गए बल के बराबर है इसे रिस्टोरिंग बल कहा जाता है यह पदार्थ के इलास्टिक गुण के कारण है तो यह K मूल रूप से F भाग x है यदि हम इस नकारात्मक संकेत को नजरअंदाज कर दे और यह F यह mg हो सकता है जब आप इस स्प्रिंग मास सिस्टम को लंबवत लेते हैं तो यह स्प्रिंग है और आपने यहां द्रव्यमान रखा तो वजन w mg होगा और इस वजन के कारण यह इस स्प्रिंग का खींचाव करेगा सही यह कितना अधिक बढ़ा है यह आप एक पैमाने से माप सकते हैं सही अब प्रयोग में हम केवल एक डेटा नहीं लेते हैं किसी विशेष द्रव्यमान और ज्ञात g मान के लिए K mgx आप x को इस पैमाने से मापेंगे जो इस स्प्रिंग का विस्तार है इस प्रकार आप इस K की गणना कर सकते हैं लेकिन प्रयोग में हम त्रुटि को कम करने के लिए हमेशा अधिक डेटा लेते हैं ठीक है फिर हम ग्राफ की मदद लेते हैं हम अलग द्रव्यमान लगाएंगे हम अलग द्रव्यमान लगाएंगे ठीक है इसका मतलब है विभिन्न वजन विभिन्न बल और उस बल के लिए क्या बढ़ाव है वह हम इस पैमाने से मापेंगे अलग अलग द्रव्यमान के लिए अलग अलग भार के लिए फिर आप mg बनाम विस्थापन mg बनाम बढ़ाव विस्तार को प्लॉट कर सकते हैं तब आपको एक सीधी रेखा मिलेगी और आप प्रवणता का पता लगा सकते हैं यह प्रवणता कुछ नहीं लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट है यह प्रवणता ΔmgΔx है तो यह और कुछ नहीं K है और यह K स्प्रिंग कांस्टेंट है इस तरह से आप स्प्रिंग कांस्टेंट का पता लगा सकते हैं और वही हमने प्रयोगशाला में प्रदर्शित किया है ठीक है आमतौर पर हम बताते हैं यह एक स्टैटिक विधि है लोग दूसरी विधि का उपयोग कर सकते हैं जिसे डायनामिक विधि कहा जाता है मूल रूप से यह स्प्रिंग यह स्प्रिंग मास सिस्टम यदि आप इस द्रव्यमान को विस्थापित या विचलित करते हैं या बस इसे विस्तारित करते हैं और छोड़ देते हैं तो यह ओसीलेट करेगा यदि आप इस ओसीलेशन के लिए समय अवधि को माप सकते हैं तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं यथा F Kx तो d2xdt2 ω2x 0 जहां ω2 Km सही और ω 2πT तो T2 4π2Km आपको यह सम्बंध मिल रहा है यदि आप अलग अलग द्रव्यमान का उपयोग करते हैं और अलग अलग द्रव्यमान के लिए यदि आप समय अवधि का पता लगाते हैं समय अवधि का वर्ग यदि आप अलग अलग द्रव्यमान के लिए एक्स अक्ष के साथ आलेखित करते हैं तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी यह 4π2K मूल रूप से प्रवणता है तो हम प्रवणता का पता लगा सकते हैं इसका मतलब है K 4π2Kslope आप इस आलेख से प्रवणता प्राप्त कर रहे हैं और पाई का माप आपको ज्ञात है तो आप K की गणना कर सकते हैं यह डायनामिक विधि है तो यह वह तरीका है जिससे एक स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का पता लगाया जा सकता है ठीक है अब हमारे दैनिक जीवन में स्प्रिंग का क्या महत्व है हम स्प्रिंग के उपयोग के बारे में काफी परिचित हैं स्प्रिंग्स विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके उपयोग भी इस स्प्रिंग को कंप्रेशन स्प्रिंग की तरह वर्गीकृत किया गया है इसे संकुचित किया जा सकता है इस स्प्रिंग को संकुचित किया जा सकता है एक्सटेंशन स्प्रिंग यह ऐसा स्प्रिंग है इसे बढ़ाया जा सकता है इसे एक्सटेंशन के लिए वहां उपयोग किया जाता है जहां आपको अनुप्रयोगों के लिए स्प्रिंग का विस्तार करने की आवश्यकता होती है इस प्रकार का स्प्रिंग टार्जन स्प्रिंग है इस तरह के पेचदार स्प्रिंग को टार्जन स्प्रिंग कहा जाता है ठीक है इस तरह से स्प्रिंग्स को वर्गीकृत किया जाता है साथ ही इसे एक अन्य तरीके से भी वर्गीकृत किया जाता है अलग तरीके से इसे लीनियर रेट स्प्रिंग कहा जाता है लीनियर रेट स्प्रिंग या कांस्टेंट रेट स्प्रिंग का मतलब है कि ये भाग समान दूरी पर हैं इसे लीनियर रेट स्प्रिंग कहा जाता है वेरिएबल रेट स्प्रिंग इसमें भागों की आपसी दूरी अलग होती है तो इसे वेरिएबल रेट स्प्रिंग कहा जाता है क्रमिक छोरों के बीच इसकी दूरी को बदला जाता है और फिर एक अन्य प्रकार है डुअल रेट स्प्रिंग है डुअल रेट स्प्रिंग में कुछ हिस्सा होता है जिसे कठोर स्प्रिंग कहते हैं और कुछ भाग इस प्रकार का होता है यह हिस्सा नरम स्प्रिंग है नरम हिस्सा यह नरम और कठोर दोनों एक ही स्प्रिंग के भाग हैं तो इसे डुअल रेट स्प्रिंग कहा जाता है उन विभिन्न प्रकार के स्प्रिंग्स के बारे में क्या जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं कुछ उपयोगों से आप परिचित हैं जैसे कि बैटरी बॉक्स बैटरी बॉक्स में जब आप बिजली के जोड़ के लिए बैटरी लगाते हैं तो इस स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है मुझे लगता हैटॉर्च अगर आपने टॉर्च या रेडियो या किसी मल्टी मीटर का उपयोग किया है जहां आपको बैटरी डालनी होती है यदि आप इसे देखें कि हम बैटरी बॉक्स को बता रहे हैं कि हम उपकरण में बैटरी कहां डालते हैं तो हमेशा आपने देखा है इस स्प्रिंग का उपयोग करने के दो उद्देश्य हैं एक है यह बिजली का जोड़ देगा क्योंकि यह धातु से बना है और यह इसे कसा हुआ भी रखेगा ठीक है तो बैटरी बॉक्स में हम स्प्रिंग का उपयोग करते हैं कलम में हमने देखा है कि हम स्प्रिंग का उपयोग करते हैं घड़ी में इस स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है दरवाजा बंद होने में हमने देखा है कि यदि आप दरवाजा खोलते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है तो स्वचालित रूप से यह बंद हो जाता है क्योंकि इसमें स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है तो स्वचालित दरवाजे में गद्दे में भी स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है और फिर स्प्रिंग का उपयोग आघात अवशोषक के लिए किया जाता है कार में आघात अवशोषक के रूप में इसका उपयोग कंपन को कम करने के लिए घटाने के लिए किया जाता है तो इसे कार में आघात अवशोषक कहा जाता है खिलौनों में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के खिलौने स्प्रिंग का उपयोग करके बनाए जाते हैं स्प्रिंग के कई प्रकार के उपयोग हैं और विभिन्न उपयोगों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट महत्वपूर्ण है और स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे मापना है तो वह हमने सीखा है यह बहुत सरल है किसी भी प्रयोगशाला में आसानी से हम इसे माप सकते हैं हमने यह प्रदर्शित किया है ठीक है अगला पेंडुलम साधारण पेंडुलम है हालांकि हमने इन साधारण पेंडुलम को प्रयोगशाला में प्रदर्शित नहीं किया है मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश ने कक्षा 12 में यह प्रयोग किया है लेकिन यह साधारण पेंडुलम मूल रूप से गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है जो कि g का माप है ठीक है यह बहुत ही सरल प्रयोग है और इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सरल प्रयोग का उपयोग करके कोई व्यक्ति सार्वभौमिक स्थिरांक g गुरुत्वीय त्वरण का पता लगा सकता है साधारण पेंडुलम मूल रूप से एक धागे से लटका हुआ एक द्रव्यमान है यह इस स्थिर दीवार से धागा लटका हुआ है मूल रूप से इस धागे के माध्यम से द्रव्यमान लटकाया जाता है इस धागे की लंबाई L है और इस बॉब का द्रव्यमान m है सही तो बल नीचे की ओर काम करेगा वह mg है अब जब आप इस बॉब को कोण थीटा द्वारा विस्थापित करेंगे इस स्थान पर यह बल नीचे की ओर कार्य करेगा mg अब आप दो घटक प्राप्त कर सकते हैं एक इस धागे के साथ है यह mg cos थीटा होगा क्योंकि यह कोण थीटा है सही और लंबवत घटक mg sin थीटा होगा यह mg sin थीटा बल है जो रीस्टोरिंग बल के लिए जिम्मेदार है तो यह इस बॉब को यहाँ से मूल स्थिति में वापस लेने की कोशिश करेगा ठीक है अब यदि आप थीटा के संदर्भ में समीकरण लिखते हैं जैसे md2xdt2 F यहाँ मूल रूप से यह रैखिक विस्थापन नहीं है यह मूल रूप से इस अक्ष की ओर घुमाव है ठीक है तो थीटा में परिवर्तन समय के साथ कोण में परिवर्तन इसलिए d2θdt2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब विस्थापन x को कोण थीटा से बदल दिया जाता है तो द्रव्यमान को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बदल दिया जाता है ठीक रैखिक गति में जो भी द्रव्यमान का कार्य देखा जाता है घूर्णी गति में समान कार्य मूल रूप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I द्वारा दर्शाया जाता है सही तो Id2θdt2 अब यह बल नहीं है यह मूल रूप से टॉर्क के बराबर है यहाँ mgsinθ जैसा कि मैंने बताया यह रीस्टोरिंग फोर्स है ठीक है तो टॉर्क यह बल गुणा दूरी होगा इस बिंदु से दूरी दूरी एल है ठीक है तो टॉर्क होगा mgsinθ L सही ये आपके लिए काफी परिचित समीकरण हैं यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I mL2 और यदि θ बहुत छोटा है sinθ की जगह θ लिख सकते हैं यह आपका समीकरण है d2θd2t gLθ 0 सही यह भाग ω02 or ω2 है इस प्रकार T 2π√Lg हैं यह बहुत ज्ञात सूत्र है या g 4π2T2L सही यदि आप गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g का पता लगाने में रुचि रखते हैं तो इस समीकरण से आप देख सकते हैं अलग अलग लंबाई के लिए यदि आप समय T को माप सकते हैं तो हम T वर्ग बनाम L को आरेखीत कर सकते हैं हम एक सीधी रेखा प्राप्त करेंगे अलग अलग लंबाई के लिए अलग अलग बिंदु मिलेंगे अलग अलग बिंदु मिलेंगे अब यदि आप इस सीधी रेखा के प्रवणता का पता लगाते हैं तो यह प्रवणता 4π2g होगी वह प्रवणता है इस सीधी रेखा से प्रवणता मिलेगी 4π2 ज्ञात है तो हम g का मान पता कर सकते हैं सही यह वह तरीका है जिससे कोई व्यक्ति g का मान सार्वभौमिक स्थिरांक का पता लगा सकता है और कोई भी इस मान का पता लगा सकता है कोई भी इस सरल विधि का उपयोग करके इस मान को बहुत सटीक रूप से माप सकता है यह पेंडुलम साधारण पेंडुलम की सुंदरता है सही अब कंपाउंड पेंडुलम जैसा कि मैंने बताया है यदि आप किसी भी आकृति की एक वस्तु लेते हैं तो यह वस्तु एक बिंदु P के केन्द्रबिन्दु पर है ठीक अब गुरुत्वाकर्षण का केंद्र मान ले कि यह G है और यह बिंदु O मूल रूप से ओसीलेशन का केंद्र है ओसीलेशन का केंद्र तब P से G की दूरी मान ले यह छोटा l है और Oओसीलेशन के केंद्र की दूरी P से मान ले यह बड़ा L है तो पता लगा सकते हैं कि g 4 pi वर्ग भाग T वर्ग L के बराबर है यह सूत्र कुछ नहीं लेकिन यह सूत्र सही है इसका मतलब है कि यह कंपाउंड पेंडुलम केवल साधारण पेंडुलम है अगर आप यह माने की कि संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु O पर केंद्रित है और फिर यह द्रव्यमान बिंदु P के संबंध में ओसीलेट कर रहा है यह O यह बिंदु O इसे ओसीलेशन का केंद्र कहा जाता है ठीक है यदि दूरी L एक साधारण पेंडुलम की तरह यह सूत्र साधारण पेंडुलम के लिए है यह एक ही सूत्र है जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है इस मामले में सिद्धांत रूप में हमने इस निकाय को साधारण पेंडुलम के साथ तुलना करने के लिए परिवर्तित किया है और ज्ञात सूत्र हमने लिख लिया है लेकिन यहाँ इस L को हम नहीं जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पता लगा सकते हैं लेकिन हम इस O का पता सीधे नहीं लगा सकते हैं सही इसलिए यह दूरी L सीधे हम पता नहीं लगा सकते तो L यह अन्य कारकों से संबंधित है यह L और आवर्तन की त्रिज्या K से संबंधित है यह L K2l l ठीक है तो यह l का द्विघात समीकरण है अगर आप इसे हल करते हैं तो हमें l के दो समाधान मिलेंगे l1 और l2 इस द्विघात समीकरण से L l1 और l2 मिल सकता है और यह आवर्तन की त्रिज्या K √ ठीक है अब l1 और l2 क्या हैं l1 और l2 दो लंबाई हैं यह l और 2 लंबाई समान समय अवधि के लिए है समान समय अवधि के लिए हमें इस प्रणाली में दो लंबाई मिलेगी इस वस्तु अनियमित आकार की वस्तु में हमें दो लंबाई मिलेंगी l1 और l2 और उसके लिए समय अवधि समान होगी तो वह l1 और l2 है ठीक है हमें l1 और l2 का पता लगाना है और कैसे पता लगाना है इसकी हमने चर्चा की है और प्रयोगशाला में भी प्रदर्शित किया है हम लंबाई को बदल देंगे मतलब कि हम मूल रूप से P को अलग अलग स्थानों पर बदल देंगे फिर हम समय अवधि T मापते हैंसही यदि आप इस समय अवधि बनाम इस lजो P से G की दूरी है को आलेखित करते हैं तो आप देखेंगे आपको इस तरह एक वक्र मिलेगा आपको इस तरह एक वक्र मिलेगा ठीक है मैं तुम्हे दिखा सकता हु यदि आप आलेख करते हैं यदि आप आलेख करते हैं तो आपको इस तरह से एक वक्र मिलेगा ठीक है एक यह हैअगर आप विपरीत दिशा में ले जाते हैं इसी तरह आपको इस तरह से वक्र मिलेगा मैं इस तरह से सोचता हूं यदि आप एक ही समय अवधि के लिए यह T है और यह l है एक ही समय अवधि के लिए यदि आप एक समयावधि चुनते हैं तो एक ही समय अवधि के लिए मूल रूप से आपको दो l मिलेंगे ठीक है एक यह है इसे l1 मान ले और यह दूसरा है यह l2 है ठीक है इसी तरह यह दूसरे पक्ष में भी l1 l2 आपको l1 और l2 मिलेगा तब आप l1 डैश l2 डैश प्राप्त कर सकते हैं वहां से कोई भी औसत l पता लगा सकता है या प्राप्त कर सकता है हमने चर्चा की है कि प्रयोगात्मक रूप से l1 और l2 का पता कैसे करें और फिर मूल रूप से आप देखेंगे यह l1 और l2 है और आप इसकी गणना करेंगे आपको बड़ा L मिलेगा क्योंकि आपको l1 और l2 वक्र से प्राप्त हो जाएगा इसलिए हम बड़े L की गणना कर सकते हैं जब हम बड़े L की गणना कर लेंगे तब आप इस g का मान पता कर सकते हैं क्योंकि बड़ा L जिसके लिए T है जैसा कि मैंने बताया उसी अवधि के लिए आपको दो लंबाई मिलेगी l1 और l2 ग्राफ से आप एक समयावधि T का मान चुनेंगे और उसके लिए आपको l1 और l2 का पता चलेगा इसलिए उनसे आपको बड़ा L मिलेगा आप अब बड़ा L और T जानते हैं इसलिए हम g की गणना कर सकते हैं कंपाउंड पेंडुलम का उपयोग करके गुरुत्वीय त्वरण का भी पता लगा सकते हैं ठीक है और इस कंपाउंड पेंडुलम से गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से धुरी के परित आवर्तन की त्रिज्या का पता लगाया जा सकता है अब गुरुत्वाकर्षण G के केंद्र के समीप आवर्तन की त्रिज्या क्या है इस मामले में आवर्तन की त्रिज्या मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से गुजरने वाली धुरी है यह कहाँ से आता है यह मूल रूप से आता है जब आप इस समीकरण को इस तरह लिखते हैं ठीक है तो यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो वहां होगा तो यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया मूल रूप से इस P के सापेक्ष है क्योंकि यह इस P के सापेक्ष दोलन करेगा समानांतर प्रमेय का उपयोग करते हुए एक यह IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के सापेक्ष IG ml2 हो सकता है तो इस प्रकार का संबंध आता है वे मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से गुजरने वाली धुरी के इर्द में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वह IG ठीक है वे यह K है और IG मूल रूप से यह mK2 है जहां K को आवर्तन की त्रिज्या कहा जाता है इसके अलावा इस कंपाउंड पेंडुलम प्रयोग से कोई भी गुरुत्वीय त्वरण के अलावा आवर्तन की त्रिज्या का भी पता लगा सकता है इसका उपयोग क्या है इस पेंडुलम का क्या उपयोग है इसके हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में उपयोग हैं सामान्य उपयोग हैं एक उपयोग आप जानते हैं हम सभी पेंडुलम घड़ी से परिचित हैं ठीक है आजकल पेंडुलम घड़ी हम ज्यादा नहीं देखते हैं लेकिन पहले के दिनों में यह समय जानने के लिए सबसे आम उपयोग था यह समय बताने के लिए सबसे आम इस्तेमाल था ठीक है तो पेंडुलम घड़ी पहले के दिनों में एकमात्र घड़ी थी फिर सीस्मोमीटर सीस्मोमीटर एक और उपकरण है मैं इस चर्चा को अगली कक्षा में जारी रखूंगा अब मैं यहां रूकता हूं धन्यवाद